पिछले व्याख्यान में हमने एक केस पर विचार किया जहां एक गुहा में मेरे पास दो तरफ दर्पण है जिनकी परावर्तकतता R1 और R2 है और प्रकाश आगे और पीछे जा रहा है और हमने जो दिखाया वह यह है कि यदि n2 n1 जो कि ऊपरी स्तर और निचले स्तर में परमाणुओं के घनत्व में अंतर है ln√σL से बड़ा है जहां L इस गुहा की लंबाई है तब प्रकाश प्रवर्धित प्रकाश के रूप में मिलता है जो यहाँ से निकलता है या यहाँ से प्रवर्धित होता है हम इसे कैसे प्राप्त कर सकते हैं क्योंकि नंबर एक बोल्ट्जमैन के सूत्र से याद करें कि ऊपरी स्तर में परमाणुओं की संख्या और निचले स्तर में परमाणुओं की संख्या जो समान होगी क्योंकि उनके घनत्व भी e EkT है जो 1 से भी कम है अत ऊष्मीय रूप से n2 का n1 से बड़ा होना संभव नहीं है तो आइए हम ऊष्मीय रूप से निष्कर्ष निकालें कि यदि आप ताप बढ़ाते हैं ठीक है तो n2 का n1 से बड़ा होना संभव नहीं है कुछ और किया जाना है और यही एक लेसर में किया जाता है और तब क्या होता है कि stimulated emission प्रेरित उद्दीपित उत्सर्जन के माध्यम से जो प्रकाश निकलता है उसमें ठीक वही गुण होते हैं जो इसे बाहर निकालते हैं तो जो फोटॉन आ निकल रहा है उसमें ठीक वही गुण हैं जो फोटॉन इसे बाहर करता है उसके जैसे और इसलिए इस प्रकाश में विशेष गुण हैं जिसकी चर्चा मैं इस व्याख्यान के अंत में करूंगा अभी आइए विचार करें कि हम n2n1 कैसे प्राप्त करते हैं तो यह लेसर क्रिया और इससे संबंधित तकनीक का एक संक्षिप्त परिचय है अधिक विवरण के लिए जिसे आप पढ़ने जा रहे हैं आप उन्नत पुस्तकों के बारे में जानते हैं तो अब नंबर एक दो स्तर निकाय में हम n2n1 प्राप्त नहीं कर सकते हैं क्यों मान लीजिए कि दो स्तरीय निकाय है जितना अधिक मैं ऊपरी स्तर पर पंप करता हूँ उतने ही अधिक परमाणु नीचे आते हैं इसलिए मैं कभी भी ऐसी स्थिति प्राप्त नहीं कर सकता जहाँ आप n2n1 जानते हों तो दो स्तरीय निकाय में मैं ऐसा नहीं कर सकता तो आपको दो स्तरीय निकाय से परे जाना है तो तीन या चार स्तर की निकाय पर जाएं इसलिए एक लेसर को डिजाइन निर्माण करने में मुझे material सामग्री को उचित रूप से चुनना होगा ताकि ये स्तर वहाँ हों और अब मैं आपको दिखाने जा रहा हूँ कि इनमें किस तरह के गुण होने चाहिए तो मान लीजिए मेरे पास तीन स्तर का निकाय है एक स्तर दूसरा स्तर और तीसरा स्तर मैं क्या कर सकता हूँ कि इस आवृत्ति के प्रकाश को पहले और तीसरे स्तर के बीच पंप चमक करतें है ताकि बहुत सारे परमाणु यहाँ आते हैं और इन स्तरों को इस तरह से चुनें कि जैसे ही परमाणु ऊपरी स्तर पर पहुँचते हैं वे बहुत तेजी से नीचे आ जाते हैं इसका अर्थ है कि स्तर 3 का जीवनकाल मैं उन्हें अब स्तर 1 स्तर 2 स्तर 3 का नाम देने जा रहा हूँ जो स्तर 2 के क्षय के विपरीत बहुत छोटा है और जब मैं बहुत छोटा कहता हूँ इसका मतलब है यह धीमा है 2 से 3 धीमा है अर्थात 2 से 1 तक के जीवन काल की तुलना में बहुत कम है इसके परिणामस्वरूप क्या हुआ कि ये परमाणु जो ऊपरी स्तर पर जाते हैं तुरंत यहाँ नीचे आ जाते हैं तो वे यहाँ से depleted समाप्त हो रहे हैं बहुत सारे स्तरों को पंप किया जा रहा है और एक n2 और n1 ऐसा होगा कि मैं एक ऐसी स्थिति प्राप्त कर सकता हूँ जहां n2n1है तो n2n1 को जनसंख्या व्युत्क्रमण कहा जाता है आपने जनसंख्या को सामान्य रूप से उष्मीय केस में जो होता है से व्युत्क्रमित कर दिया है अन्य संभावना चार स्तरों की है आपके पास 1 2 3 4 है और आप यहाँ जो करते हैं उन्हें 1 2 3 4 लेबल करते हैं परमाणुओं को यहाँ पंप करते हैं और इस तीव्र fast तेज़ संक्रमण को करतें है निम्न संक्रमण को fast बनाते हैं और यह slow धीमा है तो क्या होने जा रहा है जैसे ही परमाणु स्तर 4 पर पहुँचते हैं वे अब स्तर 3 पर आने वाले हैं जैसे ही वे धीरे धीरे नीचे आते हैं जैसे ही वे स्तर एक पर आते हैं और इसलिए संभावना है कि संख्या n3 n2 से अधिक हो जाती है इसलिए जहां कहीं भी यह धीमी क्रिया हो रही है ये वे स्तर होंगे जिनका उपयोग मैं प्रकाश को प्रवर्धित के लिए कर सकता हूँ तो एक तीन स्तरीय निकाय में यह तीव्र है और यह लेसर क्रिया होने जा रही है तो लेसर स्तर 2 और स्तर 3 के संगत आवृत्ति का होने वाला है एक चार स्तरीय निकाय में यह fast तेज़ है तो क्या यह और बीच में आगे का स्तर लेज़र होगा है तो लेसर आवृत्तियां इन दो स्तरों के बीच आवृत्ति के अनुरूप होने जा रही हैं तो इस प्रकार population inversion जनसंख्या व्युत्क्रमण प्राप्त किया जाता है तो population inversion जनसंख्या व्युत्क्रमण जो एक नया शब्द है जिसे अब आप सीख रहे हैं तीन स्तर या चार स्तर की निकाय में प्राप्त किया जा सकता है लेकिन ऐसी निकाय में नहीं जिसमें केवल दो स्तर हों चाहे आप कुछ भी करें आप इसे प्राप्त नहीं कर सकते और एक बार जब आप ऐसा कर लेते हैं तो मेरे पास यह cavity गुहा है जिसमें मैं परमाणुओं का यह population inversion जनसंख्या व्युत्क्रमण कर रहा हूँ और मान लीजिए कि मैंने इस population inversion जनसंख्या व्युत्क्रमण को प्राप्त कर लिया है जिसका अर्थ है मैंने n2 n1ln√σL प्राप्त कर लिया है जहां L एल लंबाई है फिर जैसे जैसे प्रकाश आगे पीछे होता है यह प्रवर्धित होता जाता है और जो प्रकाश निकलता है वह प्रवर्धित प्रकाश होता है और इनमें विशेष गुण होते हैं गुण क्या हैं ध्यान दें नंबर एक चूँकि दर्पण एक दूसरे के समानांतर होते हैं जो भी प्रकाश निकलता है वह उच्च दिशात्मक होने वाला है इस तरह से जाने वाला कोई भी प्रकाश नष्ट होने वाला है तो गुण संख्या 1 और यह प्रकाश जो इस लेसर से निकल रहा है लेसर का अर्थ है विकिरण के उद्दीपित उत्सर्जन द्वारा प्रकाश का प्रवर्धन तो एक गुण होने जा रहा है यह उच्च दिशात्मक है क्यों क्योंकि आप एक विशेष दिशा में जाने वाले प्रकाश को प्रवर्धित कर रहे हैं इसलिए यह उच्च दिशात्मक होने वाला है और ऐसा इसलिए भी है क्योंकि इसका न्यूनतम प्रसार spread फैलाव संभव है जो विवर्तन सीमा द्वारा निर्धारित है तो टॉर्च की तरह नहीं फैलता बहुत कम फैलता है तीन और ऐसा इसलिए भी होता है क्योंकि यह उच्च कला सम्बद्ध है अर्थात तरंगाग्र के विभिन्न बिंदुओं पर कलाओं के बीच संबंध जिसे इस स्थानिक संबद्धता और कालिक संबद्धता के रूप में जाना जाता है जो कि किसी समय और किसी अन्य समय पर कलाओं के बीच का संबंध है वे बहुत बहुत स्थिर हैं और ये तीनों गुण इसे अत्यधिक विशेष प्रकाश बनाते हैं मैं सिर्फ यह बताना चाहता हूँ कि यह विवर्तन सीमा क्या है यह θλd द्वारा दी गई है यह एक न्यूनतम सीमा है जहां d द्वारक का आकार है तरंगदैर्ध्य है और θ प्रसार कोण है तो यह न्यूनतम प्रसार है जो विवर्तन द्वारा निर्धारित किया जाता है और लेसर इसका अनुसरण करता है इसका अर्थ है कि यदि मैं एक लेसर पुंज लेता हूँ जो व्यास d का है तो यह कोण θ से फैलेगा जो कि d के कोटि का है अन्य सभी प्रकाश बहुत अधिक फैलतें हैं क्योंकि वे कला सम्बद्ध नहीं हैं तो ये lasers लेसरों के विशेष गुण हैं तो बस इस व्याख्यान को निष्कर्षित करने के लिए stimulated emission उद्दीपित उत्सर्जन का उपयोग करके प्रकाश को एक population inversion जनसंख्या व्युत्क्रमण द्वारा पारित गुजार करके प्रवर्धित किया जा सकता है दो क्रांतिक जनसंख्या व्युत्क्रमण घनत्व ln√σL के द्वारा दिया जाता है जहां L cavity गुहा की लंबाई है तीन inversion व्युत्क्रमण तीन या चार स्तर निकायों में प्राप्त किया जा सकता है लेकिन दो स्तरीय निकाय में नहीं और चार लेसर जो इस प्रवर्धन से निकलता है वह विशेष प्रकाश है जो उच्च दिशात्मक है लेसर एक प्रकाश है जो उच्च दिशात्मक कला सम्बद्ध विवर्तन सीमा द्वारा निर्धारित न्यूनतम संभव फैलाव वाला प्रकाश है और एक बात जो मैं उल्लेख करना भूल गया हूँ वह उच्च एकवर्णीय है जिसका अर्थ है एकल आवृत्ति इसकी एक आवृत्ति है जो उस संक्रमण आवृत्ति से मेल खाती है हालांकि कुछ प्रसार होने जा रहा है लेकिन अन्य सभी प्रकाश की तुलना में उच्च एकवर्णीय है इसलिए यह लेज़रों के विशेष गुण हैं तो इसके साथ मैं इसे Lasers लेज़रों का एक तकनीकी अनुप्रयोग को समाप्त करता हूँ ध्यान रखें कि यह विचार उन्नीसवीं सदी के मध्य तो 1915 1914 में प्रस्तावित किया गया था लेकिन पहला लेसर मेसर और लेसर इसे 1960 के दशक में बनाया गया था तो विचार आने के लगभग 50 साल बाद तक तकनीकी प्रगति को इंतजार करना पड़ा आगे अगले सप्ताह हम क्वांटम यांत्रिकी का निर्माण शुरू करने जा रहे हैं और अगले सप्ताह मैं पहले व्याख्यान में संगतता सिद्धांत के साथ शुरुआत करने जा रहा हूँ